इस पाठ में हम अधिकतम शक्ति हस्तांतरण प्रमेय पर चर्चा करेंगें यह अत्यधिक व्यावहारिक महत्व की प्रमेय है यदि आपके पास कई स्वतंत्र स्रोतों और अन्य रैखिक घटकों के साथ एक परिपथ है जैसे कि प्रतिरोधक और नियंत्रण स्रोत और आपके पास पहुँच है करें यह टर्मिनल हैं सवाल है कि आप अधिकतम शक्ति कैसे निकालते है जोड़कर एक प्रतिरोधक इन दो टर्मिनलों के बीच एक भार तो हम जो काम करेंगें वह इन टर्मिनलों से ली जा सकने वाली शक्ति को अधिकतम करने की कंडीशन है इसे अधिकतम शक्ति हस्तांतरण प्रमेय के रूप में जाना जाता है मेरे पास स्वतंत्र स्रोतों रैखिक प्रतिरोधकों और रैखिक नियंत्रण स्रोतों स्वयं सामग्री के साथ एक नेटवर्क N है तो सभी नियंत्रित मात्राएं एक ही परिपथ N के भीतर है और हमारे पास इसके दो टर्मिनलों 1 1 प्राइम तक पहुंच है हम एक प्रतिरोध R L को 1 और 1 प्राइम के बीच जोड़ सकते है और वहां सभी R L भिन्न होते है और हमें यह पता लगाना आवश्यक है कि R L के किस मान पर हम परिपथ से अधिकतम शक्ति प्राप्त कर सकते है अर्थात् R L के किस मान पर R L में अधिकतम शक्ति का क्षय होता है और वह शक्ति कितनी होती है अब हम जानते है कि प्रत्येक नेटवर्क प्रत्येक परिपथ जिसके लिए दो टर्मिनल सुलभ है को नमूनीकृत किया जा सकता है या तो थेविनिन समकक्ष श्रृंखला में प्रतिरोध R th के साथ एक वोल्टेज स्रोत V th अथवा नॉर्टन समकक्ष एक प्रतिरोध R N के साथ समानांतर में एक विद्युत धारा स्रोत तो हम इन नमूनों का उपयोग करेंगें हम परिपथ के विशिष्ट के साथ निपटना नहीं चाहते है लेकिन हम जानते है कि इन सभी परिपथों को इस नमूने या उस नमूने में कम किया जा सकता है इसलिए हम अधिकतम शक्ति हस्तांतरण की कंडीशन को ज्ञात करने के लिए इन नमूनों में से एक पर विचार करेंगें हम किसी एक का उपयोग कर सकते है उत्तर किसी भी मामले में बिल्कुल एक समान होगा तो अब यदि आपके पास R th के साथ श्रृंखला में एक वोल्टेज स्रोत V th है यह भाग निश्चित है वैसे भी क्योंकि जिसे हमने बदलने की अनुमति दी है वह भार R L है इसलिए जैसे कि RL बदलता है यह अधिकतम शक्ति कब प्राप्त करता है यह वही है जिसे हम खोजना चाहते है अब R L में कितनी शक्ति का क्षय होता है PL RL के पार वोल्टेज × R L के माध्यम से विद्युत धारा के बराबर होगा वोल्टेज विभक्त अभिव्यक्ति से R L के पार वोल्टेज V t h R L R L R t h है RL के माध्यम से विद्युत धारा हमारे पास R t h R L के पार V t h है इसलिए यह सिर्फ V t h R L R t h होगा शक्ति P L जोकि दोनों का गुणनफल है V t h वर्ग R L R L R t h वर्ग होगा अब निश्चित रूप से फंक्शन को अधिकतम करने के लिए हम जानते है कि हम फंक्शन को डिफ्रेंसिऐट कर सकते है और इसे 0 पर सेट कर सकते है कम से कम वह फंक्शन के चरम का पता लगाएगा चाहे वह अधिकतम हो या न्यूनतम और दूसरा यौगिक खोज रहे है आप यह पता लगा सकते है कि यह अधिकतम है या न्यूनतम अब R L जो कि यहाँ हमारा चर है के संबंध में इसे डिफ्रेंसिऐट कर रहे है जो वही है जिसे हमें बदलने की अनुमति है हमारे पास V t h वर्ग है जो कि जहां तक हमारा संबंध है स्थिरांक है और डीनोमिनेटर वर्ग होगा हमारे पास डीनोमिनेटर × न्यूमेरटर का यौगिक है जो निकल कर आता है R L R t h वर्ग × R L का यौगिक जो है 1 न्यूमेरटर R L × डीनोमिनेटर का यौगिक जो 2 × R L R t h है तो यह पूरी चीजें निकल कर आती हैं V th वर्ग × RL R th R th RL और यहां हमारे पास है RL R th की घात 4 अब यह देखना बहुत आसान है कि यह शून्य हो जाता है जब RL R th और RL R th यौगिक शून्य हो जाता है तो वह ठीक है अति प्राप्त हुई है और यह निकल कर आता हैं वह अधिकतम है यह क्या कहता है यदि भार प्रतिरोध दो टर्मिनलों 1 1 प्राइम में देखा जाने वाला थेविनिन का प्रतिरोध तो यह अधिकतम मात्रा में शक्ति लेता है इस कंडीशन को स्रोत से भार के मिलान के रूप में जाना जाता है स्रोत में कुछ आंतरिक प्रतिरोध है जो R t h है जो कि समतुल्य प्रतिरोध है स्रोत का टर्मिनल प्रतिरोध और यदि आपके पास एक भार है जो बिल्कुल समान मान वाला है तो आप अधिकतम शक्ति प्राप्त करते है अब वह कितनी है शक्ति इसलिए यदि यही मामला है तो यहां विद्युत धारा V th 2 R th होगी और इसके पार वोल्टेज सिर्फ V th 2 होगा इसलिए एक दिए गए स्रोत के लिए अधिकतम शक्ति जो कभी भी RL में क्षय हो सकती है क्योंकि आप RL को बदलते है इस वोल्टेज और विद्युत धारा का उत्पाद है जो V th 24 R t h है ध्यान दें कि यह केवल परिपथ का गुण है भार जब इसे अधिकतम शक्ति खींचने के लिए व्यवस्थित किया जाता है तो यह प्रतिरोध स्रोत प्रतिरोध के बराबर होगा तो अधिकतम शक्ति जो भार में क्षय होने वाली है V t h 24 R t h के बराबर होगी और इसे स्रोत से अधिकतम उपलब्ध शक्ति के रूप में जाना जाता है स्रोत मेरा अर्थ है यह भाग V t h और R t h का संयोजन जो हो सकता है स्वयं इसके जैसा अर्थात् आपके पास एक वोल्टेज स्रोत हो सकता था और प्रतिरोध के साथ श्रृंखला अथवा यह एक बहुत ही जटिल परिपथ का प्रतिनिधित्व हो सकता है हम जानते है कि किसी भी जटिल परिपथ को इस रूप में दर्शाया जा सकता है एक वोल्टेज स्रोत और प्रतिरोध के साथ श्रृंखला तो जो कुछ भी यह स्रोत से अधिकतम उपलब्ध शक्ति है इतनी ही है अर्थात् यदि आप करते है स्रोत से खींची गई शक्ति की मात्रा को अधिकतम करने के लिए आप सब कुछ कर सकते है यह वही है जिसे आप प्राप्त करने में सक्षम होंगें तो सारांश में यदि आपके पास एक स्रोत है जिसे दर्शाया जाता है एक वोल्टेज स्रोत V t h प्रतिरोध R t h के साथ श्रृंखला में तो उसमें से अधिकतम शक्ति खींचने के लिए आपको एक भार प्रतिरोध को जोड़ना चाहिए जो R t h के एक समान बराबर हो अर्थात् आपको भार को स्रोत से मिलाना चाहिए और जितनी शक्ति की मात्रा आप खींच सकते है होगी स्रोत से अधिकतम उपलब्ध शक्ति है V t h 2 4 R t h तो यहाँ अधिकतम शक्ति हस्तांतरण प्रमेय का कथन है एक दिए गए स्रोत के लिए जब मैं कहता हूं कि दिए गए स्रोत थेविनिन वोल्टेज और थेविनिन प्रतिरोध दिए गए है अधिकतम शक्ति प्राप्त की जा सकती है जब भार प्रतिरोध स्रोत का थेविनिन प्रतिरोध मैं इसे कहूंगा स्रोत प्रतिरोध R L R t h और प्राप्त की गई अधिकतम शक्ति जिसे स्रोत की उपलब्ध शक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है V t h 24 R t h यह उपलब्ध शक्ति है अब मैंने यहां कुछ अंतर्निहित धारणाएं बनाई है मैंने मान लिया कि R t h धनात्मक था और R L भी धनात्मक है अर्थात् यह है कई स्रोतों के साथ मामला जैसे कि एंटीना एक एंटीना को वोल्टेज स्रोत और श्रृंखला में कुछ प्रतिरोध के रूप में दर्शाया जा सकता है जो एंटीना की प्रतिबाधा का गठन करता है और फिर भार यह हमेशा विघटनकारी होता है इसलिए यह भी एक सकारात्मक प्रतिरोधक होता है तो इन कंडीसंस के तहत जब आप R L R t h बनाते है आप अधिकतम शक्ति प्राप्त करते है इसे थोड़े अलग तरीके से भी दिया जा सकता है शक्ति के लिए अभिव्यंजना V t h 2 R L R t h 2 × R L था जिसे V t h 2 R t h R t h R L R t h R L 2 के रूप में पुनः लिखा जा सकता है और आगे में इसे पुनः इस प्रकार लिखूंगा V t h 2 R t h × R t h R L का वर्गमूल R t h R L इस पूरी चीज का वर्ग और अंत में वर्गमूल पद को डीनोमिनेटर में ले जाने पर हमें मिलेगा V t h वर्ग R t h 1 वर्गमूल R t h R L जो था वर्गमूल R L R t h वर्ग अब यदि आप डीनोमिनेटर पर ध्यान देते है कि यह एक है यह x 1 x वर्ग के रूप का है अब यह रूप x 1 x आपको चिरपरिचित हो सकता है अब जैसे जैसे x बढ़ता है पहला बढ़ता है और दूसरा घटता है और यदि आप इसके मान को कम करने का प्रयास करते है तो आप पाएंगें कि न्यूनतम तब होगा जब x बिल्कुल होगा 1 तो इसका एक न्यूनतम होगा जब x 1 जब x 0 की ओर जाता है यह अनंत की ओर जाता है जब x अनंत की ओर जाता है तक यह एक अनंत की ओर जाता है मध्य में कहीं पर यह न्यूनतम तक पहुंच जाएगा और यह निकल कर आता है कि यह 1 x 1 होगा आप स्वयं के लिए इस पर काम कर सकते है अब यदि आप इस अभिव्यक्ति के डीनोमिनेटर को देखते है यह x 1 x 2 के रूप का है अब इस फंक्शन को अधिकतम करने के लिए भार में शक्ति को हमें कम से कम करना होगा याद रखें कि RL केवल डीनोमिनेटर में है अभिव्यक्ति में अन्य कहीं पर नहीं इसलिए हमें डीनोमिनेटर को न्यूनतम करना होगा और वह न्यूनतम होगा जब x 1 अर्थात् इनमें से प्रत्येक पद 1 आप उनमें से एक को x मान सकते है और दूसरा 1 x है दूसरे शब्दों में अधिकतम L में जो होता है जब डीनोमिनेटर होता है पर यह न्यूनतम होता है जब वर्गमूल R L R t h 1 के रूप में या R L R t h तो यह उसी परिणाम को व्युत्पन्न करने का एक और तरीका है अब आइए हम इसकी थोड़ी बहुत और पड़ताल करें पुनः यह अभिव्यक्ति PL V th वर्ग × RL RL R th वर्ग होने के कारण आप R L के फंक्शन के रूप में PL को रेखांकित करते है यह वही है जिसे आप देखेंगें यदि R th धनात्मक है और RL पुनर्वितरित है धनात्मक होने के लिए तो यह फंक्शन अधिकतम होगा जब RL R t h और फिर RL के 0 के बराबर और RL के अनंत के बराबर होने के लिए RL के लिए सभी की शक्तियां 0 के बराबर है RL के 0 के बराबर होने के लिए भार एक शॉर्ट परिपथ है वहाँ इसके पार कोई वोल्टेज नहीं हो सकता है और यह कोई शक्ति नहीं लेता है यह कोई शक्ति क्षय नहीं करता है इसी प्रकार जब RL अनंत यह एक खुला परिपथ होता है कि इसके माध्यम से कोई विद्युत धारा नहीं हो सकती है और पुनः वहाँ R L के माध्यम से कोई शक्ति नहीं होती है अब यदि आप RL को ऋणात्मक होने देते है तो क्या होता है कि जब RL R t h आपके पास वोल्टेज स्रोत के पार शॉर्ट परिपथ होता है श्रृंखला संयोजन आपको 0 प्रतिरोध देता है तो यह आपको अधिकतम संभव विद्युत धारा देता है जो कि R L के माध्यम से अनंत विद्युत धारा है और वास्तव में R L शक्ति को देखने के बजाय शक्ति प्रदान करेगा शक्ति वास्तव में अनंत तक जाती है जब RL R t h जब यह R t h से अधिक ऋणात्मक हो जाता है यह फिर से 0 पर वापस आ जाता है इसलिए यहाँ मैंने माना कि R t h 0 से अधिक है और फिर यहाँ तक कि यह R L में मिलने वाली अधिकतम शक्ति होगी यदि आप कहते है कि अधिकतम शक्ति देखी गई या वितरित की गई RL वितरित की गई अधिकतम शक्ति जब RL R t h लेकिन निश्चित रूप से यह बहुत उपयोग पूर्ण परिणाम नहीं है क्योंकि इसका मतलब है कि RL स्वयं शक्ति प्रदान कर रहा है और R t h को उस RL के लिए भौतिक अवरोधक नहीं हो सकता है परन्तु आंतरिक स्रोत के साथ कुछ जटिल परिपथ के समतुल्य और इसी प्रकार तो यह एक बहुत उपयोगी परिणाम नहीं है लेकिन मैं सिर्फ यह उजागर करना चाहता था कि अनंत शक्ति भी संभव है लेकिन फिर यह अनंत शक्ति वितरित की जाएगी RL जब RL बिल्कुल R t h लूप में विद्युत धारा अनंत तक जाती है और आपके पास अनंत शक्ति के साथ साथ वास्तविक महत्व का परिणाम यह है कि जब RL R t h और आपके पास अधिकतम शक्ति देखी जाती है और इसका उदाहरण तब होता है जब आपके पास एंटीना होता है एंटीना को दर्शाया जा सकता है के रूप में एक वोल्टेज स्रोत और श्रृंखला में प्रतिरोध के साथ कई मानक एंटीना में 50 ओम आंतरिक प्रतिरोध होता है तो आपके पास 50 ओम प्रतिरोध के साथ श्रृंखला में एक वोल्टेज स्रोत है और उससे अधिकतम शक्ति प्राप्त करने के लिए आपका परिपथ 50 ओम प्रतिरोध की तरह मिलना चाहिए पुनः यहाँ तक कि यह भार प्रतिरोध आपके परिपथ के इनपुट का एक निरूपण है यह हो सकता है या नहीं हो सकता है एक भौतिक प्रतिरोध यह एक भौतिक प्रतिरोध है शक्ति क्षय इकाई होगी अगर यह किसी चीज का समतुल्य है तो शक्ति कहीं और जाएगी लेकिन एंटीना से अधिकतम शक्ति प्राप्त के लिए जिसमें एक 50 ओम आंतरिक प्रतिरोध है आपके परिपथों में 50 ओम प्रतिरोध भी उपस्थित होना चाहिए और आप में से वे लोग जो बाद में R F परिपथ का अध्ययन करने के लिए जायेगें आप पाएंगें कि परिपथ के इनपुट को 50 ओम की तरह दिखाने की कोशिश में पर बहुत प्रयास किया जाता है अंतिम विचार के रूप में मैं सिर्फ कुछ को दुरस्त करना चाहता हूं मैं विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा यह परिदृश्य कुछ × उस परिदृश्य से भ्रमित है जिस पर हमने पहले ही चर्चा की है अर्थात् मान लीजिये हमारे पास एक स्रोत V s है और यह स्रोत प्रतिरोध R s है और आपने इससे एक भार जोड़ दिया है ठीक वही कंडीशन है इससे पहले कि मैं बस प्रतीकों को बदल दूं वह सब कुछ है अब आइये हम कहते है कि हम R s को बदलते है RL को नहीं क्योंकि आप R s को बदलते है क्या है यह मान है जब R L में अधिकतम शक्ति देखी जाती है मैं यह कार्य नहीं करूँगा आप इसे स्वयं कर सकते है और आप इसे कर सकते है डिफ्रेंसिऐसन या इसके बारे में किसी और में क्यों सोच रहे है क्यों बेशक आप अभी के लिए मान सकते है कि सभी प्रतिरोध धनात्मक है वे गैर ऋणात्मक है इसके बारे में सोचें उत्तर बहुत सरल है लेकिन इस कंडीशन को दूसरे के साथ भ्रमित न करें जहां R L उपस्थित है और प्राप्त करने की कोशिश कर रहे है जब R L में अधिकतम शक्ति देखी जाती है